एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 15 लैंगिक हिंसा भीतर और बाहर पूर्व से आगे नमस्कार लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम उन लैंगिक हिंसा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ परिवार के भीतर और बाहर भी साथ साथ होती हैं संदर्भस्लाइड देखें समय 0042 हम समझते हैं कि लिंग हिंसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो वर्तमान समय में महिलाएं का सामना करती हैं और इस हिंसा के विभिन्न रूप हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है जब हम इस तरह की हिंसा की बात करते हैं तो परिवार के भीतर यह कई रूप लेती है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है लेकिन परिवार के भीतर हिंसा के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक घरेलू हिंसा का मुद्दा है अब घरेलू हिंसा की समस्या फिर से एक समस्या है जो न केवल भारत तक सीमित है बल्कि दुनिया भर में सभी परिवारों में इस मामले के लिए या कई परिवारों में इस मामले के लिए है यह देखा गया है कि यह एक प्रथा है जो बहुत अधिक अस्तित्व में है जहां एक पतिपत्नी उसके साथी को गाली देता है चाहे वह शारीरिक रूप से या मौखिक रूप से या यौन रूप से और कोशिश करता है जिससे इन शक्ति से या दूसरे तरीकेसे साथीपर मुख्य रूप से महिलाओं पर उसका नियंत्रण प्रदर्शित होता है इसलिए यह मुद्दा या जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो इस तरह के शब्द का मतलब क्या होता है यह आम तौर पर किसी भी रिश्ते में अपमानजनक व्यवहार का एक स्वरूप है जिसका उपयोग एक साथी द्वारा दूसरे अंतरंग साथी पर सत्ता हासिल करने या बनाए रखने के लिए किया जाता है तो यह मूल रूप से परिवार के भीतर हिंसा या अपमानजनक व्यवहार का जिक्र है जहां एक साथी या एक व्यक्ति इस तरह के दुरुपयोग के माध्यम से दूसरे पर शक्ति और नियंत्रण बनाए रखना चाहता है यह एक व्यापक शब्द है जिसमें बाल शोषण पति या पत्नी का शोषण भाई बहन का दुर्व्यवहार बड़े दुर्व्यवहार आदि शामिल हैं इसलिए जब हम घरेलू बात करते हैं तो यह परिवार के भीतर होता है इसका मतलब ऐसे सभी सदस्यों से हो सकता है या इसके अर्थ में लाया जा सकता है ऐसे सभी सदस्य या व्यक्ति परिवार के भीतर इसलिए शायद यह भाई और बहन यह शायद पति और पत्नी शायद यह माता पिता और बच्चे यह शायद आप बुजुर्ग दुर्व्यवहार बुजुर्ग दादा दादी आदि को जानते हैं जो परिवार में रह रहे हैं इसलिए यह अवधारणा ऐसी सभी हिंसाओं को समाहित करती है जो एक सदस्य द्वारा दूसरे के खिलाफ किया जाता है हालाँकि घरेलू हिंसा या आम तौर पर घरेलू हिंसा शब्द का इस्तेमाल पति पत्नी हिंसा या ज्यादातर विशेषकर महिलाओं विवाहित महिलाओं द्वारा पति के द्वारा पत्नी के रूप में किया जाता है और कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जैसा हमने पहले कहा था कि पत्नी को पीटना या पत्नी की पिटाई करना अब अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा शब्द में सभी प्रकार के दुर्व्यवहार या दुरुपयोग की धमकी या शारीरिक यौन मौखिक भावनात्मक और आर्थिक प्रकृति शामिल है जो संकेतक स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग को चोट पहुंचा सकती है जिसमे दुखी व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक नुकसान होना है इसलिए घरेलू हिंसा शब्द को 2005 के कानून के तहत एक व्यापक परिभाषा दी गई है जिसमें यहाँ हिंसा के सभी रूपों को शामिल किया गया है जिसमें हमने शारीरिक हिंसा भावनात्मक हिंसा यौन हिंसा आदि की बात की थी इसमें हिंसा के सभी अलग अलग रूप शामिल हैं और वह चोट के कारण या अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरे में है संदर्भस्लाइड देखें समय 0451 यही कारण है कि अब महिलाएं घरेलू हिंसा को समझने के बाद हम यह कह सकती हैं कि यह अधिनियम देश में घरेलू हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के संबंध में एक सच में स्वागत योग्य कदम है अब यह कहने के लिए नहीं कि हमारे पास उस बिंदु पर कोई कानून नहीं है या देश के आपराधिक कानून की कमी थी जो हमारे पास भारतीय दंड संहिता में है विशेष रूप से एक प्रावधान धारा 498 ए जिसमें घरेलू हिंसा की बात की गई है अब उस प्रावधान धारा 498 ए को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था और यह पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता की बात करता है अब क्रूरता शब्द को दो तरह से परिभाषित किया गया है एक जो किसी भी जान बूझकर आचरण की बात करता है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है यहां इस तरह के आचरण से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना होती है या जो गंभीर चोट का कारण बनता है या महिलाओं के जीवन अवसन्नता या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है इसलिए कोई भी आचरण जो महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या महिलाओं की गंभीर चोट का कारण बनता है क्रूरता शब्द के भीतर आता है इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार का उत्पीड़न जो दहेज की किसी भी गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए महिलाओं को एक अपमानजनक है क्योंकि भारत में दहेज के मुद्दे एक बहुत बड़ी समस्या है तो परिभाषा का दूसरा पक्ष दहेज के संबंध में उत्पीड़न की बात करता है जब ऐसी स्थिति होती है तब वह भी क्रूरता शब्द के भीतर आता है इसलिए धारा 498 ए में क्या रखा गया है जो है कि अगर एक महिला जो विवाहित है पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी भी क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन है तो वह घरेलू हिंसा या क्रूरता के मामले में मुकदमा लगा सकती है पति या पति के ससुराल वालों के खिलाफ और उन्हें अधिनियम की धारा 498 ए के तहत दंडित किया जाएगा यह धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समावेश है इस संदर्भ में यह अंदर लाना चाहता है यह आपराधिक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई करता है पार्टी के खिलाफ या पत्नी के खिलाफ हिंसा करने वाले अपराधी के खिलाफ और वे जीवन और पत्नी की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और कुछ मामलों में पत्नी की मौत उन परिस्थितियों में आत्महत्या करने के कारण हुई इसलिए यह आपराधिक कानून था इस आपराधिक कानून प्रावधान के साथ जो भारतीय पैनल कोड में अस्तित्व में था हालाँकि जैसा कि मैंने कहा कि यह एक आपराधिक कार्रवाई थी जिसकी कल्पना भूमि के दंड कानून में की गई थी हालाँकि चूंकि यह माना जाता है कि यह परिवार के भीतर का एक व्यवहार है और इसके भीतर वह हिस्सा है जो एक दूसरे से संबंधित हैं यह महसूस किया गया कि आपराधिक कानून कार्रवाई के अलावा कुछ अन्य साधन होने चाहिए जिससे महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें इसलिए तुरंत आपराधिक कानून लागू करने के बजाय कुछ अन्य नागरिक साधन होने चाहिए जिसके द्वारा भाग कुछ समाधान की तलाश कर सकें इसलिए यह एक समझ थी और दूसरी बात थी कि घरेलू हिंसा के मुद्दों में कभी कभी इसमें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है जहां महिलाओं को गंभीर रूप से धमकी दी जाती है या उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है आदि ऐसी स्थिति में महिलाओं को तत्काल राहत देने की आवश्यकता है अब उस स्थिति में आपराधिक कानून गिर गया क्योंकि आपराधिक कानून किस दिशा में जाता है यह व्यक्ति को दंडित करने के संदर्भ में है वह वास्तव में किसी भी प्रावधान को निर्दिष्ट नहीं करता है जो महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में है इसलिए यह है कि जहां घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण बनती है और यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ और मामला इसके बाद इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा के शिकार के रूप में सुरक्षा प्रदान करना था जिसे महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया था कुप्रथा के सबसे गहन चेहरे के दौरान यह न केवल एक समर्थन तंत्र प्रदान करता है बल्कि समानता के पदों से अधिकारों के लिए बातचीत करने के लिए महिलाओं के लिए उपकरण के रूप में भी पहुंच प्रदान करता है इसलिए इस अधिनियम ने कोड के धारा 498ए के तहत अपराध के वास्तविक पंजीकरण से पहले वैवाहिक घर और रिश्ते के पुनर्वास के लिए एक मौका प्रदान किया अतः इसलिए यह अधिनियम महिलाओं के लिए न केवल आपराधिक कानून की कार्रवाई करने या आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए तुरंत एक अवसर था बल्कि यह देखने के लिए कि कोई अन्य नागरिक उपाय है जिसे लागू किया जा सकता है जिससे उसके अधिकारों को बनाए रखा जाता है और कहीं न कहीं इस राज्य के हित को इसके माध्यम से देखा जाता है कि यदि वैवाहिक घर आदि के फिर से बसने की संभावना हो तो उसे बनाए रखा जा सकता है संदर्भस्लाइड देखें समय 1130 अब यौन घरेलू हिंसा की परिभाषा जैसा कि अधिनियम के तहत कम हो गई है काफी व्यापक है और यह रचना करने में सभी परिभाषाओं की बात करते हैं शारीरिक शोषण की बात करते हैं शारीरिक शोषण जैसा कि एक अधिनियम या आचरण जिसमें शारीरिक दर्द महिलाओं के जीवन या स्वास्थ्य के लिए नुकसान या खतरा होता है एक ऐसा कार्य जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को बाधित करता है और तीसरा एक ऐसा कार्य जो आपराधिक धमकी और आपराधिक बल पर हमला करने के लिए होता है इसलिए इस प्रकार की गाली के बारे में कहा जाता है पहले शारीरिक शोषण शामिल है जो एक ऐसा कार्य या आचरण है जिसमें शारीरिक दर्द होता है जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य ख़राब होता है या जहाँ महिलाओं के खिलाफ बलपूर्वक धमकाने या बल प्रयोग की मात्रा होती है इसलिए इसके उदाहरण कार्य के रूप में दिए जा सकते हैं जैसे कि पिटाई लात मारना महिलाओं को धक्का देना आदि यौन शोषण का अगला भाषण यौन प्रकृति का एक आचरण है जो महिलाओं की गरिमा को अपमानित नीचा करना या उल्लंघन करता है उदाहरणों में पति द्वारा जबरन संभोग करना महिलाओं को उसकी इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी देखना आदि शामिल हैं अब यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि पति द्वारा जबरन संभोग करने से संबंधित प्रावधानों के तहत बलात्कार का अपराध नहीं बनता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 है इसलिए हमारे पास कानून में वैवाहिक बलात्कार की छूट है जिससे रिश्ते के आधार पर एक व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच मौजूद है वह है कि अपराधी और पीड़ित के बीच बलात्कार का अपराध नहीं बनता है हालांकि घरेलू हिंसा अधिनियम में इसका उल्लेख मिलता है और एक महिला हालांकि वह आपराधिक कानून के तहत सहारा नहीं ले सकती है वह इस तरह के कृत्य के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आगे बढ़ सकती है कि पति द्वारा अपराध किया जा रहा है मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार जिसमें किसी भी अपमान उपहास करके अपमान करना नाम बुलाना आदि अपमान या उपहास शामिल है कि कोई बच्चा या लड़का नहीं है जो कि बहुत से भारतीय घरों में बहुत आम है जहां एक महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ है उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है या यदि वह एक लड़के को जन्म देने में असमर्थ है तो फिर बहुत अपमानित होती है जैसा की उसे मारा जाता है उस व्यक्ति को शारीरिक दर्द का खतरा बार बार होता है जिसमें सहमत व्यक्ति रुचि रखता है तो इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि नुक्कड़पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उसे चरित्रहीन स्त्री बुलाना उसे अपशब्द कहना महिलाओं को दोषी ठहराना लड़का न होने आदि के कारण इस तरह के मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण के दायरे में आता है जहां आर्थिक और वित्तीय संसाधनों से सम्मत व्यक्ति वंचित है जो कि उसका हकदार भी है और जिसे वह आवश्यकता से बाहर प्राप्त करती है जैसे कि घर की आवश्यकताएं स्त्रीधन उसे संयुक्त रूप से या अलग से स्वामित्व वाली संपत्ति रखरखाव और किराये के भुगतान इसमें घरेलू संपत्ति का निपटान या चल या अचल संपत्तियों को अलग करना भी शामिल हो सकता है और इसमें संसाधनों या सुविधाओं तक निरंतर पहुंच को प्रतिबंधित करना भी शामिल है जिसमें उसकी रुचि या अधिकार है इसलिए कुछ उदाहरण भोजन से वंचित करना हो सकते हैं घर की संपत्ति का निपटान महिलाओं की सहमति के बिना उसकी खुद की संपत्ति का निपटान करना जिसमें उसकी संपत्ति भी शामिल है जैसे कि उसकी इच्छा के खिलाफ स्त्रीधन इसलिए ऐसे सभी कार्य जो अपराध हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा में आएँगे अब जब घरेलू हिंसा के मुद्दे की बात आती है जिसमें घर के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है अब यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि घरेलू संबंध में कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है या घरेलू हिंसा की शिकायत ला सकती है इसलिए घरेलू संबंधों में कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा के अधीन है इस मामले में शिकायत हो सकती है और जिसके खिलाफ वह किसी भी वयस्क पुरुष के साथ घरेलू संबंध या विवाह की प्रकृति में संबंध के खिलाफ हो सकती है जैसा कि एक पति का रिश्तेदार तो कार्रवाई को किसी भी पुरुष व्यक्ति के खिलाफ लाया जा सकता है चाहे वह पति हो या पति का कोई अन्य रिश्तेदार लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह है कि वहाँ एक घरेलू संबंध है या था जो पक्षों के बीच मौजूद है अब एक दिलचस्प सवाल जो अदालत के सामने आया है क्या एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है क्योंकि जब हम पति की बात करते हैं या पति के रिश्तेदारों की या जैसा कि कई बार देखा गया है कि यह पति नहीं बल्कि परिवार में सास है जो बहू के खिलाफ इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देती है तो इस सवाल का उत्तर दिया जाना है कि क्या यह केवल पुरुष सदस्यों या महिला सदस्यों के खिलाफ है अब शुरू में समझ थी कि यह देखा जाता है कि कई मामले ऐसे हैं जैसे कि मीना कुरैशी अजय कांत बनाम अलका शर्मा रेणुका बनाम मोनो रेड्डी इत्यादि इन महिला सदस्यों को इस दृष्टिकोण से बाहर रखा गया है कि घरेलू हिंसा विशेष रूप से महिलाओं के कारण और हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है और इसलिए एक महिला को दूसरी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो इस तरह से अधिनियम के हित या उद्देश्य को पराजित किया जाएगा हालांकि 2012 का मामला था जहां यह निर्धारित किया गया था कि इस तरह का कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ शब्द को नहीं दिया जा सकता है रिश्तेदार इसलिए जब हम रिश्तेदार की बात कर रहे हैं तो यह न केवल पति हो सकता है बल्कि यह पति का रिश्तेदार एक पुरुष हो सकता है लेकिन यह महिला रिश्तेदार का भी हो सकती हैं और अक्टूबर 2016 में हाल के एक फैसले में यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है कि घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने और बहकाने में महिलाएं भी हो सकती हैं क्योंकि इस तथ्य को मान्यता दी गई है फिर कई बार मुख्य अपराधी घर की महिलाओं के खिलाफ घर की दूसरी महिलाएं हो सकती हैं कि बहनें मां हो सकती हैं या अन्य बहू हो सकती हैं आदि और यह कानून के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा यदि वे मुक्त हो जाते हैं तो वे बहकाने वाली हो सकती हैं या वे पूरी प्रक्रिया में अपराधी भी हो सकती हैं संदर्भस्लाइड देखें समय 1923 अब जब हमने कहा कि पक्षों को एक घरेलू रिश्ते में होना चाहिए घरेलू रिश्ते से क्या मतलब है सभी व्यक्ति जो एक साझा घर में एक साथ रह रहे हैं अब ऐसे लोग रक्तसंबंध विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं अब इसमें अतीत के संबंध भी शामिल हैं जो किसी भी समय एक साथ रहने वाले लोग हैं इसलिए जो महत्वपूर्ण है वह है एक साथ रहने वाले लोग एक साझा घर में और वे या तो विवाह से या गोद लेने आदि से संबंधित हैं वे एक दूसरे से संबंधित हैं और जो लोग इस तरह के संबंध में रहे हैं और बाद में नहीं रह गए हैं वे घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू कर सकते हैं अब यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि जब घरेलू रिश्तों की बात की जाती है तो लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा का भी कानून द्वारा ध्यान रखा गया है जिसका अर्थ है कि ऐसे संबंधों को भी कानून का संरक्षण मिल सकता है इसका महत्व क्यों है क्योंकि अधिकांश कानून और सुरक्षा जो पक्ष दिए जाते हैं वे कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाहित होते हैं विवाह कुछ कानूनी धारणाएं और आवश्यकताएं होती हैं और केवल तब जब पक्षों में एक दूसरे से शादी की जाती है कानून की सुरक्षा का विस्तार होता है हालाँकि घरेलू हिंसा कहीं न कहीं इन अधिनियमों से परे है और समाज में होने वाली इन हालिया और आधुनिक घटनाओं की देखभाल करने की कोशिश करती है जहाँ विवाह के बिना पुरुष और महिलाएँ जो बालिग हैं एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं हालाँकि दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशानिर्देश दिए हैं जहाँ लिव इन रिलेशनशिप को लिया जा सकता है शादी की प्रकृति में है इसलिए यदि दोनों पक्ष काफी समय तक साथ रह रहे हैं तो उनके आपस में संबंध हैं वे समाज में पुरुष और पत्नी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं वे वित्तीय संसाधनों में शामिल हो रहे हैं या अपने संसाधनों को एक साथ रख रहे हैं और वे बच्चों को पालने की योजना बना रहे हैं कुछ ऐसे आधार हैं जिन्हें रखा गया है इस प्रकार यह लिया जा सकता है कि वे भी एक साथ साथ रहने का इरादा और जीवन को जारी रखने के इरादे से एकजुटता एक या किसी अन्य रूप में प्रकट की जा रही है जिसमें वे खुद का संवहन कर रहे हैं सिर्फ एक रात्रि ठहराव का मुद्दा बनाने के लिए कानून की सुरक्षा पाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप की प्रकृति को नहीं ले सकते संदर्भस्लाइड देखें समय 2242 अब अधिनियम के तहत विभिन्न अधिकारों की गारंटी दी गई है अब इस अधिकार की गारंटी उन महिलाओं को दी गई है जो इस तरह की घरेलू हिंसा का विषय रही हैं इसलिए यह सहायता और संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है एक साझा घर में रहने का अधिकार मुआवजे और मौद्रिक राहत का अधिकार है यह स्थिति है या यह अधिनियम महिलाओं के हित और कारण की रक्षा करने का इरादा रखता है जब एक महिला घरेलू हिंसा के अधीन होती है बहुत बार शारीरिक चोट का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके लिए उसे तत्काल चिकित्सा ध्यान और सहायता की आवश्यकता हो सकती है या वह अनुरोध कर सकती है उसे घर से बाहर निकाल दिया जा सकता है जिसके कारण उसे आश्रय की आवश्यकता हो सकती है उसके अपने बच्चे हो सकते हैं जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए व्यक्ति अपराधी को कहीं न कहीं नियंत्रित करना चाहिए ताकि वह महिलाओं के खिलाफ और अधिक नुकसान न कर सके कई भारतीय महिलाओं के पास स्वतंत्र आर्थिक स्थिति नहीं है जिसके कारण वे केवल परिवार पर निर्भर हैं वह है उसके आर्थिक अस्तित्व के लिए पति और उसका परिवार इसलिए उसे मौद्रिक राहत मुआवजे आदि की आवश्यकता हो सकती है अब इन आवश्यकताओं को चाहे वह अल्पकालिक और दीर्घकालिक हो आमतौर पर इस अधिनियम के प्रावधानों से संतुष्ट होना पड़ता है संदर्भस्लाइड देखें समय 2431 तो उसके क्या अधिकार हैं अब उसे अदालत से उचित राहत मिल सकती है अब इस राहत में विभिन्न प्रकार शामिल हैं जिनके बारे में बात की गई है और वे उसे आवश्यक सहायता प्रदान करने का इरादा रखते हैं जिसे उसे पहलू के दौरान तुरंत और साथ ही कुछ समय के लिए चाहिए तो पहले है संरक्षण आदेश जिसकी धारा 18 में बात की जाती है अब संरक्षण आदेश को हिंसा रोकथाम आदेश के रूप में भी संदर्भित किया जाता है अब इस आदेश के माध्यम से अदालत दूसरे पक्ष को हिदायत दे सकती है कि वह हिंसा के कार्य को तुरंत बंद करे और वह इस तरह के संरक्षण के आदेशों पर चलेगा अपराधी को महिलाओं के रोजगार के स्थान पर जाने से रोकने और उत्पीड़न का कारण बनेगा महिलाओं के साथ संपर्क को रोकना व्यक्ति को होने वाली किसी भी हिंसा को रोकना किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं महिलाओं को किसी भी वित्तीय कार्रवाई को रोकने के लिए अपराधी द्वारा महिलाओं की क्षति रोकने के लिए लिया गया है इसलिए सभी आवश्यक कार्य जिनकी तुरंत आवश्यकता होती है जिससे महिलाएं सुरक्षित पहरे में रहती हैं और पुरुष महिलाओं के खिलाफ आगे की हिंसा को करने में सक्षम नहीं होता संरक्षण आदेश द्वारा दिया जाता है संदर्भस्लाइड देखें समय 2604 अगला महत्वपूर्ण स्थान है निवास क्रम एक निवास आदेश जो उन मामलों में अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है जहां महिलाओं को घर से बाहर निकालने की आशंका होती हैं यानी उन्होंने गृहस्थी साझा की और वह घर लौटना चाहती हैं अब यह सुनिश्चित करना है कि उसका अपना एक सुरक्षित आश्रय है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने लिए कुछ आवास रखने में सक्षम हो या तो वही घर जहां वह रह रही थी या हो सकता है महिलाओं के लिए वैकल्पिक आवास की भी स्थिति हो लेकिन उसके पास कुछ जगह होनी चाहिए और अगर वह पर्याप्त सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो निवास का आदेश हो सकता है जो उसे उसके साथ रहने का अधिकार देता है उसी स्थान पर या अदालत महिलाओं के लिए वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए अपराधी को निर्देश दे सकती है अगले व्याख्यान में हम देखेंगे अन्य अधिकार जो महिला कानून के तहत हकदार हैं